मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है तो पहले हमने OFDM चैनल के ऐस्टीमेशन को देखा है विभिन्न सबकैरियर्स पर पायलट सिंबल्स को कैसे प्रसारित किया जाए फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान लगाना और बाद में फ्रिकवेंसी डोमेन में इन अनुमानों से टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के अनुमानों की गणना करना I तो अब हम OFDM चैनल के ऐस्टीमेशन के लिए एक अलग योजना को देखने जा रहे हैं इसे कॉम टाइप पायलट बेस्ड चैनल ऐस्टीमेशन के रूप में जाना जाता है इसलिए हम OFDM चैनल के ऐस्टीमेशन को जारी रखना चाहते हैं जहां OFDM को फिर से याद रखें अब आप सभी को ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए परिचित होना चाहिए हम OFDM चैनल ऐस्टीमेशन को देखने जा रहे हैं और हम कॉम टाइप पायलट का उपयोग करते हुए OFDM को देखने जा रहे हैं इसलिए हम OFDM चैनल के ऐस्टीमेशन को देखने जा रहे हैं जिसे एक कॉम टाइप के रूप में जाना जाता है तो OFDM चैनल का ऐस्टीमेशन कॉम टाइप पायलट सिंबल्स का उपयोग करके कर सकते हैं या हम इसे CTP के रूप में भी संक्षिप्त कर सकते हैं जहाँ CTP एक OFDM प्रणाली के लिए कॉम टाइप पायलट ट्रांसमिशन का प्रतिनिधित्व करता है तो चलिए पहले समझते हैं कि यह कॉम टाइप पायलट ट्रांसमिशन क्या है और हम समझते हैं कि कॉम टाइप पायलट ट्रांसमिशन के लिए प्रेरणा क्या है तो आइए हम अपने L बराबर 2 टैप्स पर वापिस जाते हैं इसलिए आइए हम अपने N को 4 सबकैरियर्स OFDM सिस्टम के बराबर मानते हैं जैसा कि हमने पहले भी माना था L बराबर 2 टैप ISI चैनल के साथ N बराबर 4 सबकैरियर्स OFDM है जहाँ ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए है अब तक आप सभी इससे परिचित होंगे तो L 2 टैप ISI चैनल के बराबर है इसलिए मेरे पास y k है जो h 0 गुना x k h 1 गुना x k 1 v k के बराबर है यह क्या है यह मूल रूप से आपका 2 टैप ISI चैनल h 0 h 1 है ये आपके L 2 टैप्स के बराबर हैं ये L 2 चैनल टैप्स के बराबर हैं x k फिर से कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले ही देखा था x k वर्तमान सिंबल है यह पिछला प्रसारित सिंबल है और यही हमने कहा OFDM जो ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वह मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेरेंस पर काबू पा लेता है ठीक है तो अब एक बार OFDM का उपयोग करें आप यह देखते हैं कि टाइम डोमेन में सबकैरियर चैनल कॉफिशिएंट्स N point FFT द्वारा दिए गए हैं टाइम डोमेन में चैनल टैप्स का 0 पेअर्ड FFT है यह फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट है जो चैनल के FFT द्वारा दिया जाता है टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के 0 पेअर्ड FFT द्वारा और यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले ही देखा है यह चैनल कॉफिशिएंट्स के रूप में दिया गया है मुझे इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स H l टाइम डोमेन में आपके चैनल टैप्स के 0 पेअर्ड FFT द्वारा दिए जाते हैं ठीक है और वह मूल रूप से निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है यहाँ L चैनल टैप्स को पैड करते हैं इसलिए ये मेरे L बराबर 2 टैप्स हैं ये L 2 चैनल टैप्स के बराबर हैं ये N L मूल रूप से 4 - 2 के बराबर हैं N 4 के बराबर L 2 के बराबर है 20 से पैडिंग करते हैं तो आप यहाँ पैडिंग करते हैं और यह भी कुछ ऐसा है जो हमने पहले देखा है आप उन्हें N - L 0 के साथ पैडिंग करते हैं N 4 पॉइंट के बराबर है अब N को 4 पॉइंट FFT के बराबर लेते हैं ठीक है या मूल रूप से आपका DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए प्रयोग हो रहा है याद रखें DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए प्रयोग हो रहा है और यह सबकेरियर के चैनल कॉफिशिएंट्स है जो आपके H 0 H 1 और H 2 H 3 है इसलिए ये चैनल टैप्स हैं और ये टाइम डोमेन में हैं ये टाइम डोमेन में चैनल टैप्स हैं ये चैनल कॉफिशिएंट्स या फ्रिकवेंसी डोमेन में सबकैरियर चैनल कॉफिशिएंट्स हैं ये फ्रिकवेंसी डोमेन में सबकैरियर चैनल कॉफिशिएंट्स हैं इसलिए हमारे पास Lth सबकैरियर कॉफिशिएंट H L है जिसे मूल रूप से L बराबर 0 के FFT के रूप में दिया गया है वास्तव में चैनल टैप्स में k बराबर 0 FFT चैनल टैप्स का Lth FFT पॉइंट योग k 0 से N - 1 h k e की power j 2 pie k l बाय N के बराबर होना चाहिए यह कुछ जिसे हमने पहले भी देखा था और अब N बराबर 4 को प्रतिस्थापित कर रही हूं यह मूल रूप से योग k बराबर 0 से 3 h k e की power j 2 pie k L बाय 4 है जो कि k को 0 से 3 योग h k गुना e की पावर j pie बाय 2 k l के बराबर प्रस्तुत करता है यह मूल रूप से आपका H l है जो Lth सबकैरियर कॉफिशिएंट है यह Lth सबकैरियर कॉफिशिएंट है इसलिए H l मूल रूप से Lth सबकैरियर कॉफिशिएंट द्वारा दिया गया है जो 0 पेअर्ड चैनल टैप्स के Lth FFT पॉइंट द्वारा दिया गया है सब ठीक है तो अब हम प्रत्येक H l के लिए स्पष्ट अभिव्यक्तियों को लिखते हैं और फिर हमें कुछ दिलचस्प दिखाई देगा इसलिए H 0 मूल रूप से h h गुना e की पावर j pie बाय 2 k बराबर 0 l बराबर 0 हाँ जी तो वास्तव में 0 गुना 0 या मूल रूप से k बराबर 1 है वास्तव में बल्कि k बराबर 1 L बराबर 0 है इसलिए मूल रूप से यह h 0 h 1 है इसलिए आपके पास H 0 बराबर h 0 h 1 है इसी तरह आपके पास H 1 h 0 h 1 गुना e की पावर j pie बाय 2 है जो h 0 j गुना h 1 के बराबर है इसी तरह H 2 यह h 0 h 1 e की पावर j pie के बराबर है जो h 0 h 1 है और H 3 आप इसकी जांच कर सकते हैं यह h 0 h 1 गुना e की पावर j 3 pie बाय 2 के बराबर है जो h 0 j गुना h 1 है अब हम यह सब एक साथ लिखते हैं सबकैरियर्स के साथ पूरे चैनल कॉफिशिएंट्स को लिखते हैं और जो आपको मिलेगा वह है H 0 बराबर h 0 h 1 H1 बराबर h 0 j h 1 के H 2 बराबर h 0 h 1 H 3 बराबर h 0 j h 1 है और इससे आपको क्या पता चलता है कि मूल रूप से यहां केवल 2 अज्ञात हैं ये आपके चैनल टैप्स h 0 h 1 हैं इसलिए इन सभी में से आप महसूस कर सकते हैं कि मूल रूप से केवल 2 अज्ञात हैं यदि आप इसे समीकरणों के एक सेट के रूप में देखते हैं मूल रूप से यदि आप इसे h 0 और h 1 में 4 समीकरणों के एक सेट के रूप में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मूल रूप से केवल 2 अज्ञात हैं सही यही है h 0 h 1 हाँ मूल रूप से चैनल टैप्स के बराबर ही अज्ञात हैं इसलिए यह इस परिदृश्य में L 2 के बराबर है इसलिए 2 अज्ञात हैं तो इसलिए चैनल टैप्स का अनुमान लगाने के लिए आपको केवल 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है जिसका अर्थ है कि आपको चैनल टैप्स h 0 h 1 का अनुमान लगाने के लिए केवल 2 सबकैरियर चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमानों की आवश्यकता है यही विचार है विचार है यहां 4 समीकरण और 2 अज्ञात हैं मूल रूप से यहां N समीकरण हैं यहां रिडंडेंसी है क्योंकि N 4 समीकरण के बराबर है केवल L 2 अज्ञात के बराबर है इसलिए केवल L बराबर 2 पायलट सिंबल्स की जरूरत है यह वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है हम जो कह रहे हैं मूल रूप से यहां केवल 2 अज्ञात हैं हमें केवल 2 पायलट सिंबल्स को प्रसारित करने की आवश्यकता है तो मूल रूप से L अज्ञात हैं L चैनल टैप्स की संख्या है इसलिए आपको केवल L पायलट सिंबल्स की आवश्यकता है और बाकी के सिंबल्स को जो सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं याद रखें N - L सबकैरियर्स को इंफॉर्मेशन सिंबल्स के साथ लोड किया जा सकता है और यह मूल रूप से दिलचस्प पहलू है जिसे हम अब पता लगाने जा रहे हैं हाँ जी

तो मैं जो कहने जा रही हूं हमें मूल रूप से L पायलट सिंबल्स की आवश्यकता है इसलिए मूल रूप से याद रखें कि हमने X 0 X 1 X 2 X 3 के साथ शुरू किया है ये क्या हैं ये सबकैरियर्स पर लोड किए गए N बराबर 4 सिंबल्स हैं पहले ये सभी N बराबर 4 सिंबल्स पायलट सिंबल थे लेकिन अब हमें केवल 2 पायलट सिंबल्स की आवश्यकता होगी तो आइए हम मूल रूप से कहते हैं यह X 1 X 3 L बराबर 2 पायलट सिंबल्स हैं I ये मूल रूप से सबकैरियर्स पर लोड किए जाते हैं इसलिए 1 और 3 यह L सबकैरियर 1 सबकैरियर 3 के बराबर है वास्तव में ये पायलट सिंबल्स वाले सबकैरियर्स इन्हें पायलट सबकैरियर्स के रूप में जाना जाता है ये सबकैरियर्स जो पायलट सिंबल्स से लोड किए गए हैं इन्हें पायलट सबकैरियर्स के रूप में जाना जाता है ठीक है तो बाकी अब ये X 0 X 2 ये पायलट सिंबल्स नहीं हैं तो ये हो सकते हैं तो बाकी ये X 0 X 2 ये आपके पायलट सिंबल्स नहीं हैं ठीक है अगर ये पायलट सिंबल्स नहीं हैं इसलिए सबकैरियर 0 2 के समान ये पायलट सिंबल्स नहीं हैं इसलिए यदि ये पायलट सिंबल्स नहीं हैं तो ये वे कौन से सिंबल हैं जिन्हें सबकैरियर्स 0 और 2 पर लोड किया गया है ये आपके नियमित इंफॉर्मेशन सिंबल्स हैं ये सामान्य जानकारी के सिंबल्स हैं वह सूचना रखने वाले सिंबल्स है तो मूल रूप से ये क्या हैं ये आपके नियमित या सामान्य सूचना रखने वाले सिंबल्स हैं इसलिए आप जो कर रहे हैं वह मूल रूप से पायलट सिंबल्स को सभी सबकैरियर्स पर प्रसारित करने के बजाय आप केवल L सबकैरियर्स पर पायलट सिंबल्स को प्रसारित कर रहे हैं इस मामले में L बाकी N L के बराबर है जो कि फिर से 2 है इस मामले में आप नियमित रूप से सूचना रखने वाले सिंबल्स को प्रसारित कर रहे हैं तो अगर आप सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स को देखते हैं जिसकी संरचना आगे बताई गई है तो आपके पास X 0 X 1 X 2 X 3 है इनमें से आपके X 0 X 1 ये आपके L बराबर 2 पायलट सबकैरियर्स हैं सही है ये आपके L बराबर 2 पायलट सबकैरियर्स हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये X 0 X 1 ये इंफॉर्मेशन सिंबल्स हैं ये आपके L बराबर 2 हैं वास्तव में N - L 2 के बराबर हैं ये आपके N - L इंफॉर्मेशन सबकैरियर्स हैं तो हमारे पास मूल रूप से कुछ सबकैरियर्स पर पायलट सिंबल्स हैं इंफॉर्मेशन सिंबल्स हैं कुछ सबकैरियर्स पर इंफॉर्मेशन सिंबल्स हैं और ये सबकैरियर्स मूल रूप से मैश्ड हैं वे कॉम की तरह व्यवस्थित होते हैं इसे कॉम टाइप पायलट अरेंजमेंट के रूप में जाना जाता है मूल रूप से क्योंकि सभी सबकैरियर्स पायलट सिंबल्स वाले नहीं हैं उनमें से कुछ पायलट सिंबल्स वाले हैं जैसे कि X 1 X 3 उनके बीच व्यवस्थित रूप से इंफॉर्मेशन सबकैरियर्स हैं जो कि X 0 और X 2 हैं और ये मूल रूप से मैश्ड होते हैं एक मैश की तरह व्यवस्थित होते हैं इसे कॉम टाइप पायलट अरेंजमेंट के रूप में जाना जाता है यह मैश की तरह है या मूल रूप से कॉम की तरह है सब ठीक है तो यह एक कॉम टाइप पायलट अरेंजमेंट के रूप में जाना जाता है इसलिए इस तरह का संचारण यह मूल रूप से आपके कॉम टाइप पायलट अरेंजमेंट के रूप में जाना जाता है या मूल रूप से कॉम टाइप पायलट ट्रांसमिशन कह सकते हैं हम इसे संक्षिप्त नाम CTP से सूचित करने जा रहे हैं इसलिए यह मूल रूप से आपका CTP पायलट ट्रांसमिशन या CTP बेस्ड ट्रांसमिशन based transmission है कॉम टाइप पायलट ट्रांसमिशन ठीक है और हम जो करने जा रहे हैं हम इन सिंबल्स को इस कॉम टाइप पायलट ट्रांसमिशन के साथ लेने जा रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन और पायलट सिंबल्स हैं और अब हम जो करने जा रहे हैं तो यह मूल रूप से आपके कॉम का प्रकार है सिंबल्स का ब्लॉक सही और अब हम N बराबर जो पहले की तरह ही है करने जा रहे हैं अब हम N 4 पॉइंट point IFFT करने जा रहे हैं जो कि मूल रूप से IDFT इनवर्स डिसक्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का कुशल संस्करण है बिलकुल सही है तो यह आपका कॉम टाइप पायलट सिंबल है जो कॉम टाइप ब्लॉक है यह कॉम टाइप ब्लॉक है जो सबकैरियर्स पर लोड होता है आप सैंपल्स उत्पन्न करते हैं अब आप 4 पॉइंट IFFT के बराबर N लेते हैं और आप सैंपल्स x 0 x 1 x 2 x 3 उत्पन्न करते हैं

ये N पॉइंट IFFT द्वारा उत्पन्न होते हैं क्योंकि मूल रूप से x k योग L 0 से N - 1 X l e की पावर j 2 pie k l बाय N के बराबर होता है यह N पॉइंट FFT है और यह आपका kth सैंपल है और यह कुछ ऐसा है जो आपने पहले देखा है यह नहीं बदलता है केवल एक चीज जो बदली गई है अब संचारण के बजाय इस परिदृश्य में जो एकमात्र चीज बदल गई है वह सभी केरियर्स पर पायलट सिंबल्स को लोड करने के बजाय अब मूल रूप से आप कुछ सबकेरियर पर पायलट सिंबल्स को लोड कर रहे हैं बाकी सबकैरियर्स पर डेटा सिंबल या इंफॉर्मेशन सिंबल और इसके साथ इस ब्लॉक के साथ जो कॉम प्रकार ब्लॉक है आप टाइम डोमेन के सैंपल्स उत्पन्न करने के लिए 4 पॉइंट IFFT या इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म या मूल रूप से IDFT इनवर्स डिसक्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर N को लेते हैं ठीक है और एक बार आप टाइम डोमेन सैंपल्स उत्पन्न करते हैं फिर से अगला ऑपरेशन भी समान है वास्तव में समान है समान जहां आप मूल रूप से ब्लॉक के अंत से x 3 लेते हैं इसे शीर्ष पर प्रीफिक्स करते हैं तो मूल रूप से आपका अगला कदम फिर से वही चीज है जो मूल रूप से आप x 3 लेंगे इसलिए आपके पास x 0 x 1 x 2 x 3 है और आप x 3 को ब्लॉक के अंत से लेते हैं आप इसे प्रीफिक्स करते हैं बेशक हमने अब से पहले इसे कई बार देखा है इसे साइक्लिक प्रीफिक्स के रूप में जाना जाता है अर्थात CP I और यह भी वही बात है और यह साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ संचारित सिंबल्स का ब्लॉक है यह साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ संचारित सिंबल्स का ब्लॉक है ऐसा कुछ जिसे हमने पहले देखा है इस ब्लॉक को ISI यानी ISI चैनल पर प्रसारित किया जाता है यह ISI के साथ प्रसारित होता है मूल रूप से आपके ISI चैनल पर प्रसारित सैंपल्स का ब्लॉक जो कि आपके y k बराबर है या मुझे इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखने दें यह y k h 0 x K h 1 x k 1 V k है और फिर हमने इससे पहले कई बार देखा है जब आप सैंपल्स के इस ब्लॉक को साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ संचारित करते हैं टाइम डोमेन में चैनल की कार्यवाही मूल रूप से एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है इसलिए आपको आउटपुट पर जो मिलता है वह मूल रूप से y है जो प्राप्त आउटपुट y के बराबर है चैनल फ़िल्टर h है जो कि h का x के साथ सर्कुलरली कन्वॉल्वड होना नॉयस है और यह प्रमुख पहलू है यह सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है ठीक है अब इसलिए यह परिवर्तन मूल रूप से फ्रिकवेंसी डोमेन में है यह केवल एक गुणन बन जाता है एक बार जब आप आउटपुट का FFT ले लेते हैं तो आउटपुट सिंबल का FFT है जो कि y 0 होता है जो कि प्राप्त किया गया सिंबल y है फ्रिकवेंसी डोमेन में मेरे पास YL बराबर HL गुना XL V L तो मूल रूप से यह है इसे याद रखें फ्रिकवेंसी डोमेन में यह प्रत्येक सबकैरियर L के फ्रिकवेंसी डोमेन में हैI अब चैनल के लिए याद रखें और यहां पिछली चैनल अनुमान योजना और इस कॉम टाइप के बीच अंतर आता है जो कि CTP आधारित चैनल अनुमान है इससे पहले हमने सभी सबकैरियर्स को देखा था क्योंकि पायलट सिंबल्स को सभी सबकैरियर्स पर प्रसारित किया गया था हालांकि इस दृश्य में याद रखें कि CTP पायलट सिंबल केवल पायलट सबकैरियर्स पर प्रसारित होते हैं इसलिए हम पायलट सबकैरियर को हटाते हैं ये एकमात्र सबकैरियर्स हैं जिनके बारे में हमारा मतलब है जिस चैनल अनुमान के हम संबंध में हैं इसलिए हम पायलट सबकैरियर्स को निकालते हैं पायलट सबकैरियर्स को याद रखें कि L बराबर 1 और L बराबर 3 यही है सबकैरियर्स 1 और 3 पायलट सबकैरियर्स हैं इसलिए आप पायलट सबकैरियर्स को निकालते हैं इसलिए CTP में पायलट को CTP कॉम टाइप पायलट ट्रांसमिशन में प्रसारित किया जाता है CTP केवल L 1 3 सबकैरियर्स पर होता है जो कि मूल रूप से पायलट सबकैरियर्स है तो हम क्या करने जा रहे हैं हम पायलट सबकैरियर्स को निकालने जा रहे हैं जो कि L बराबर 1 3 है 3 और अब एक बार जब हम पायलट सबकैरियर्स को निकालते हैं तो आप जो देखते हैं वह मूल रूप से पायलट सबकैरियर्स के लिए संबंधित मॉडल है मूल रूप से Y 1 बराबर h 1 गुना X 1 V 1 Y 3 बराबर X 3 V 3 के बराबर होता है और याद रखें कि ये X 1 और X 3 आपके वास्तविक प्रसारित पायलट सिंबल हैं ये X 1 और X 3 ये ट्रांसमिटेड पायलट सिंबल हैं इसलिए इन्हें अब चैनल अनुमान और Y 1 Y 3 के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये पायलट सबकैरियर्स पर संबंधित पायलट आउटपुट हैं जिन्हें दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है ये आउटपुट होते हैं लेकिन पायलट सबकैरियर्स पर ये संबंधित पायलट आउटपुट होते हैं ठीक है ठीक है तो हमारे पास क्या है और इसलिए ये मूल रूप से L 1 3 के बराबर है ये आपके पायलट सबकैरियर्स हैं और वह मूल रूप से हम इस पॉइंट पर देख सकते हैं ठीक है तो चलिए हम इस मॉड्यूल को यहाँ रोकते हैं इसलिए हमने इस मॉड्यूल में जो देखा है वह मूल रूप से हमने एक अलग तरह की पायलट ट्रांसमिशन रणनीति को देखा है वह है OFDM सिस्टम के लिए कॉम टाइप पायलट ट्रांसमिशन जहाँ हम जो कर रहे हैं वह हम सभी कैरियर्स पर पायलट सिंबल्स को प्रसारित करने के लिए नहीं चुन रहे बल्कि हमारे पास पायलट सिंबल हैं जो L पर लोड किए गए हैं इस परिदृश्य में 2 सबकैरियर्स I और बाकी वह N L सबकैरियर्स नियमित जानकारी से भरा हुआ है इसलिए अब हमारे पास एक कॉम टाइप पायलट व्यवस्था है आप साइक्लिक प्रीफिक्स से टाइम डोमेन नमूने उत्पन्न करने के लिए इस का IFFT लेते हैं अब चैनल के साथ साइक्लिक प्रीफिक्स करके सैंपल्स संचारित करें मूल रूप से रिसीवर में FFT लेने के बाद रिसीवर पर आपके पास प्राप्त सैंपल्स हैं मूल रूप से फ्रिकवेंसी डोमेन में प्रत्येक सबकैरियर के साथ आउटपुट Y l जो प्रत्येक सबकैरियर में प्राप्त सिंबल है Y l सबकेरियर L में चैनल कॉफिशिएंट्स H l गुना X l जो सबकेरियर L पर पर लोड किया गया सिंबल है V l नॉयस के बराबर है I अब सभी कैरियर्स में से चैनल अनुमान के लिए याद रखें हम केवल पायलट सबकैरियर्स में रुचि रखते हैं इसलिए हम पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप प्राप्त पायलट आउटपुट निकालते हैं इस मामले में पायलट सबकैरियर्स को L1 और 3 के बराबर निरूपित किया जाता है इसलिए आप पायलट सबकैरियर्स को निकालते हैं ठीक है इसलिए हम यहां रुकेंगे और हम आगे भी इसे देखते रहेंगे कि पायलट स्थान या पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप इन पायलट सिंबल्स को निकालने के द्वारा चैनल का अनुमान कैसे लगाया जाता है बहुत बहुत धन्यवाद